आइए हम श्रेणी क्रम में दो PV सेल को सिम्युलेट करेंआइए हम श्रेणी क्रम में में दो समान PV सेल के मामले को लेते हैं मैंने एक gschem सीमेटिक्स में सर्किट को कैप्चर कर लिया है और यह सीमेटिक्स है यहाँ यह हिस्सा एक PV सेल है और यह एक और PV सेल है इसलिए मैंने इसे PV सेल एक के रूप में नाम दिया है इसमें इनसोलेशन सोर्स है यह 1 एंपियर का करंट सोर्स है यहां एक डायोड D1 और शंट प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध है इसी प्रकार पीवी सेल 2 के लिए यहां 1 एंपियर का एक इनसोलेशन करंट सोर्स Ip2 समान वैल्यू का D2 और R शंट और R सीरीज दिख रहे हैं तो यह सेल इस से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और उन टर्मिनल से जहां पर लोड जुड़ा हुआ है यह बिंदु जहां हमने वोल्टेज सोर्स को जोड़ा है जो कि साइन वेव सोर्स है जो X अक्ष पर स्वीप प्रदान करने का कार्य करेगा मैंने आउटपुट टर्मिनल के लिए नोड को nVt नाम दिया है nVt2 उस टर्मिनल के लिए जो सेल 2 बॉटम सेल के टर्मिनल वोल्टेज को मापता है यदि आपको शीर्ष सेलजो PV सेल 1 है के लिए टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है तो यह nVt nVt2 है मैंने यहाँ शामिल किया है कि स्पाइस इंक्लूड डायरेक्टिव फ़ाइल pvsub है उस एक में उस के अंदर एक डायोड मॉडल है डिफ़ॉल्ट डायोड मॉडल जो इन डायोड D1 और D2 को संभालने के लिए माना जाता है तो हम सीमेटिक्स के साथ तैयार हैं आइए हम नेटलिस्ट जनरेट करते हैं और एक Ngspecie का उपयोग करके सिम्युलेट करते हैं मुझे सिमुलेशन प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाना चाहिए जो कि pvsim है वहां तीन फाइल हैं जो आप यहां देखेंगे Seriessch यह सीमेटिक फाइल है जिसे हमने अभी देखा है Seriescir यह सर्किट फ़ाइल है जिसमें विश्लेषण शामिल है pvsub जिसे इस स्पाइस डायरेक्टिव के माध्यम से seriessch में संदर्भित किया गया था इसमें डायोड मॉडल डिफ़ॉल्ट डायोड मॉडल के अलावा कुछ नहीं है seriescir के पास वास्तव में ट्रांजियंट विश्लेषण कथन है और इसमें नेट लिस्ट seriesnet शामिल करने के लिए एक इंक्लूड स्टेटमेंट है जिसे हमने अभी जनरेट नहीं किया है हम बस अब करेंगे वहां कंट्रोल स्टेटमेंट की श्रृंखला है एक पृष्ठभूमि को सफेद के रूप में और अग्रभूमि को काले रंग के रूप में सेट करने के लिए है और फिर रन कमांड जोकि कंट्रोल स्टेटमेंट में रखी जाती है अब हम netlist फ़ाइल जेनरेट करते हैं और फिर Ngspice में जाते हैं इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल विंडो ओपन करें और प्रोजेक्ट सब फोल्डर पर जाएं तो हमारे पास सभी प्रासंगिक फाइलें यहां हैं मेरे पास यहां netlist जनरेशन कमांड gnetlist डैश g स्पाइस डेस sdb आउटपुट टू seriesnet फ्रॉम द इनपुट seriessch है gnetlist g spice sdb o seriesnet seriessch तो यह नेट लिस्ट उत्पन्न करेगा आप वापस यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि नेट लिस्ट उत्पन्न हो गई है और फिर अब Ngspice seriescir को कॉल करें तो हम Ngspice में हैं Ngspice रन कमांड का उपयोग करते हैं जो डॉट कंट्रोल स्टेटमेंट में था आप डिस्प्ले की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके लिए प्लॉट करने के लिए उपलब्ध वैक्टर हैं अब हम प्लॉट कर सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं ऐसा क्या है देखो जिसे आप प्लॉट करना चाहते हैं आप सीमेटिक फ़ाइल को खोल सकते हैं ताकि आपके लिए उस वेरिएबल को समझना थोड़ा आसान हो जाए जिसे आप प्लॉट कर रहे हैं अब हम कहते हैं कि हम इस आउटपुट सोर्स के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट को प्लॉट करना चाहते हैं यह कहां उच्च है और इस पर नोड वोल्टेज जो कि टर्मिनल वोल्टेज है यह कैसा दिखता है तो चलिए V0 सोर्स के माध्यम से बहने वाले करंट वर्सेस nvt को प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का एक प्लॉट प्राप्त होता है तो आप एक ही प्लॉट को देखने के बजाय हम प्लॉट के समूह को देख सकते हैं जो आपको विभिन्न चीजों का एक सापेक्षिक विचार देंगे तो मुझे इसे छोड़ने दीजिए आइए हम PV सेल 1 PV सेल 2 और पूरे सेट की Iकरंट वर्सेस V विशेषता को प्लॉट करें प्लॉट i v0 वर्सेस nvt आपको PV मॉड्यूल में समग्र परिणाम की Iकरंट वर्सेस V विशेषता देगा और फिर i v0 वर्सेस nVt 2 आपको PV सेल 2 की I V विशेषता देगा और i v0 वर्सेस nvt nvt2 आपको PV सेल 1 की I V विशेषता देगा अब यह प्लॉट अधिकतम हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके पास यह विशेषता है आप इस लाइन को देखो नीले रंग की लाइन वास्तव में यह दो लाइनें हैं एक नारंगी है और दूसरी नीले रंग की है यहां दोनों सेल के लिए I वर्सेस V उच्च है वे समान सेल हैं और लाल एक परिणामी सेल के लिए है और वही आप यहां देख रहे हैं जो हमारे सिद्धांत से मेल खाता है अब हम तीन आइटम के लिए पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व को प्लॉट करते हैं जो कि सेल 1 के लिए पावर वर्सेस वोल्टेज सेल 2 के लिए पावर वर्सेस वोल्टेज और फिर संयोजन के लिए है तो आइए अब हम I v0 को प्लॉट करते हैं i करंट सभी के लिए समान है क्योंकि वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सभी तीन कंपोनेंट के लिए समान हैं x जो समग्र सेल के लिए nvt वर्सेस nvt हैं और अगला प्लॉट Pv सेल 2 वर्सेस nvt के लिए i v0 x nvt2 होगा उसी X अक्ष के लिए v0 x सेल 1 पर वोल्टेज वर्सेस nvt होगा तो यह आपको तीनों सेल के लिए पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व देगा जिन्हें आप यहां देखते हैं तो आप देखते हैं कि सेल 1 के लिए नीला पावर वर्सेस वोल्टेज और सेल 2 के लिए ऑरेंज भी सुपरइम्पोज्ड है और लाल पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन के लिए है मेरे पास यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े दो मॉड्यूल का सर्किट है अब यह एक मॉड्यूल है इस मॉड्यूल एक में पांच PV सेल हैं और ये पांच PV सेल समान हैं सभी में एक एंपियर का इंसुलेशन करंट सोर्स हैं वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और वहां एक और मॉड्यूल मॉड्यूल 2 हैं और वे भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और सभी समान नहीं हैं आपके पास उनमें से दो में एक एंपियर का करंट सोर्स हैं और उनमें से तीन में 07 एंपियर का करंट सोर्स है जो यह दर्शाता है कि इन PV सेल पर आंशिक छायांकन है अब यह मॉड्यूल 2 और यह मॉड्यूल 1 बाहरी लोड से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस मामले में बाहरी लोड वोल्टेज सोर्स है जो स्वीप के रूप में कार्य कर रहा है यदि आप सिमुलेशन प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को देखते हैं तो आपके पास तीन परिचित फ़ाइलें Seriessch है सिमेटिक फ़ाइल है जिसे हमने अभी देखा है Seriescir सर्किट फ़ाइल है जिसमें विश्लेषण कथन होते हैं और pvsub में डायोड मॉडल डिफ़ॉल्ट डायोड होता है इस मामले में स्पाइस के डायरेक्टिव के माध्यम से seriessch में संदर्भित है अब यदि आप Seriescir पर एक नज़र डालना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ ट्रांजियंट एनालिसिस स्टेटमेंट है और इसमें एक इंक्लूड स्टेटमेंट है जो seriesnet लिस्ट फ़ाइल को शामिल करता है यह नेट लिस्ट फ़ाइल है जिसे हम शीघ्र ही जनरेट करेंगे और वहां कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जहां पहले दो बैकग्राउंड को सफेद और काले रंग के रूप में सेट करने के लिए हैं और फिर रन आप सिमुलेशन को स्वचालित रूप से रन करेंगे और फिर प्लॉट करेंगे तो i वर्सेस v प्लॉट करें i वर्सेस i x v तो यह एक पावर वर्सेस v संयुक्त सिस्टम का पावर वर्सेस v मॉड्यूल 1 का पावर वर्सेस v मॉड्यूल 2 का पावर वर्सेस v है मैंने i वर्सेस v को स्केल किया है ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा लगने वाला ग्राफ हो तो मैं टर्मिनल विंडो पर जा रहा हूं पहले नेट लिस्ट जेनरेट करते है हम इसे निष्पादित करते हैं अब हम देखते हैं कि यहां एक नेटलिस्ट है जो अब आ चुकी है और अब हम इसे ngspice seriescir कहते हैं और इसे निष्पादित करते हैं आप देखें कि यह निष्पादित हो चुकी है और अब आप ग्राफ को अधिकतम करें आप उन सभी ग्राफ़ को देखेंगे जिन्हें हम प्लॉट करते हैं और हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में शामिल किया है अब इन्हें देखिए i जोकि बाहरी लोड से प्रवाहित होने वाली धारा है तो यह लाल रेखा वर्सेस v है और यह ऑरेंज लाइन i x है जो कि मॉड्यूल एक पर वोल्टेज है इसलिए यह मॉड्यूल का पावर होगा जोकि एक ऑरेंज लाइन है यह ऑरेंज लाइन है और ग्रीन लाइन मॉड्यूल 2 का पावर है तो यह वह है जो कमजोर है और इसमें आंशिक छायांकन है और हरे रंग की लाइन संयुक्त सेल का शुद्ध पावर है तो आप देखेंगे कि यह उस चर्चा से बहुत सहमत है जो हमने पहले की है ध्यान दें कि मॉड्यूल 1 हमेशा क्वाड्रेंट 1 में होता है जो हर समय सोर्स की तरह कार्य करता है ध्यान दें कि ग्रीन लाइन इस बिंदु पर सोर्स से सिंक की तरफ जा रही है इसलिए यहां इन सभी जगह पर पावर धनात्मक है मॉड्यूल 2 सोर्स की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पावर 0 है और यह पार हो जाता है पावर ऋणात्मक हो जाता है और यहाँ यह सिंक की तरह कार्य कर रहा है यह डिसिपेटर की तरह कार्य कर रहा है अब देखते हैं कि यदि हम सुरक्षात्मक डायोड लगाते हैं और पावर के इस भाग इस ऋणात्मक भाग को हटाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है यह श्रेणी क्रम में जुड़े दो मॉड्यूल के समान ही एक सर्किट है यहां सिर्फ एक संशोधन है जिसे मैंने किया है और वह यह है कि मैंने मॉड्यूल 2 को सुरक्षित करने के लिए इस बाईपास डायोड को यहाँ शामिल किया है जब भी मॉड्यूल 2 ऋणात्मक होने की कोशिश करें अर्थात सिंक की तरह कार्य करें अब हम टर्मिनल पर जाते हैं चलिए अब नेटलिस्ट जनरेट करते हैं और ngspice पर चलते हैं और इसके वातावरण में cir पर चलते हैं आप देखेंगे कि सिमुलेशन निष्पादित हो गया है और अब आप सुरक्षा डायोड के साथ इस ग्राफ के सेट को देखते हैं ध्यान दें कि हरे रंग की लाइन जो मॉड्यूल 2 का पावर कर्व है और जैसे ही यह ऋणात्मक होने की कोशिश करती है यह क्लैंप हो जाता है निश्चित रूप से डायोड आदर्श नहीं है इसलिए यह फॉरवर्ड वोल्टेज से क्लैंप हो जाता है इस कर्व के आकार पर भी ध्यान दें यह हमारी चर्चा के अनुसार है ध्यान दें कि पूरे सिस्टम श्रेणी क्रम सिस्टम के लिए पावर कर्व में दो बंप हैं और यह अकेले नहीं है यह अकेली पहाड़ी या अकेला बंप पावर कर्व नहीं है